गुड मॉर्निंग इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी पाठ्यक्रम के प्रयोगशाला प्रदर्शन सत्र में आपका स्वागत है तो मैं यहां जो अगला उपकरण चुनूंगा वह थ्रेड गेज या पिच गेज है तो इससे पहले कि मैं आपको यहां वास्तव टूल को दिखाऊँ आइए हम इस स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी को याद करें तो यह स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी है यहां हमारे पास बड़ा डायमीटर छोटा डायमीटर न्यूनतम डायमीटर है और हमारे पास पिच डायमीटर है ठीक है तो रूट और क्रेस्ट है हमारे पास ट्रफ और क्रेस्ट है 2 रूट या 2 क्रेस्टों के बीच की दूरी को पिच के रूप में जाना जाता है पिच वास्तव में एक रोटेशन के साथ सिंगल स्टार्ट थ्रेड के साथ एक रोटेशन के साथ है उस पर एक पूर्ण रोटेशन 360 डिग्री रोटेशन है हमारा धागा कितना आगे जाता है हमारा स्क्ऱू कितना आगे जाता है ठीक है वह हमारी पिच है तो यहाँ एक एंगल है इसे शेंफर एंगल के रूप में जाना जाता है यहाँ हमारे पास स्क्ऱू के अंत में शेंफर है तो हमारे यहां विभिन्न एंगल हैं इसे थ्रेड एंगल के रूप में जाना जाता है हमारे पास हेलिक्स एंगल है यह एंगल हेलिक्स एंगल है ठीक है तो यह 2α हमारा थ्रेड एंगल है तो धागे की गहराई क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी है और प्रमुख डायमीटर धागे का एक काल्पनिक सबसे बड़ा डायमीटर है तो छोटा डायमीटर एक काल्पनिक सबसे छोटा डायमीटर है पिच डायमीटर मेजर और माइनर डायमीटर के बीच थियोरेटिकल डायमीटर है फिर हमारे पास हेलिक्स एंगल होता है यह सीधे थ्रेड पर होता है यह सीधे थ्रेड पर एंगल होता है जो धुरी के साथ पिच लाइन पर थ्रेड के हेलिक्स द्वारा बनाया जाता है तो यह हेलिक्स एंगल है तो ये विभिन्न घटक हैं आगे मैं अपने गेज पर आता हूं यह हमारा स्क्रू गेज है अगर मैं इसे खोलता हूं तो आपको यहां विभिन्न पत्ते दिखाई देंगे जो फीलर गेज से काफी मिलते जुलते हैं लेकिन अंतर यह है कि प्रत्येक पत्ती की मोटाई समान होती है लेकिन हमारे पास अलग अलग पिचें होती हैं थ्रेड की अलग अलग पिचें प्रोफ़ाइल समान होती हैं यह वास्तव में एक मीट्रिक है यह मीट्रिक थ्रेड गेज है हमारे पास मीट्रिक थ्रेड गेज एक्मे थ्रेड गेज हो सकता है फिर सभी विभिन्न प्रकार के धागे के लिए व्हाइटवर्थ थ्रेड गेज हमारे पास अलग अलग थ्रेड गेज हो सकते हैं और यह एक मीट्रिक थ्रेड गेज है जिसकी सीमा 025 से 25 मिमी पिच तक होती है यहाँ के सबसे छोटे पत्ते की पिच 025 मिमी है और सबसे बड़ा पत्ता 25 मिमी है तो यह फीलर गेज या थ्रेड गेज एक उपकरण है जिसका उपयोग बहुत जल्दी माप के लिए किया जाता है तो बहुत जल्दी निष्कर्ष यह फीलर गेज हमें बता सकता है कि अंतराल क्या है हम अंतर को कई अन्य तरीकों से माप सकते हैं जैसे हम केवल वर्नियर कैलीपर का उपयोग कर सकते हैं यदि अंतर बड़ा है या कुछ तरीके हो सकते हैं हम अन्य मेट्रोलॉजिकल पद्धति का उपयोग करके धागे की पिच को माप सकते हैं लेकिन थ्रेड गेज एक ऐसा उपकरण है जो आपको जल्दी से बताएगा कि पिच क्या है तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहां एक स्पार्क प्लग है जिस पर मैं यह स्क्रू गेज लगाऊंगा तो मैं यह फिट करने की कोशिश करता हूं कि यहां कौन सा पत्ता ठीक से फिट हो रहा है तो मुझे पता है कि इस स्पार्क प्लग में केवल मीट्रिक प्रकार की प्रोफ़ाइल है तो मैं इसे आजमाता हूं यह आकार 11 मिमी पिच है तो आप देख सकते हैं कि 11 मिमी थोड़ा बड़ा है यह वास्तव में मेरे सेट गेज के पत्ते पर पिच थोड़ा बड़ा है तो आइए 1 मिमी का प्रयास करें यह एक अच्छा फिट जैसा दिखता है इसे ठीक से लगाया गया है इसकी पुष्टि के लिए हम GOऔर NO GO गेज के नियम का उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि यह 1 मिमी है इस स्पार्क प्लग के इस पेंच की पिच केवल 1 मिमी है मैं 09 मिमी का उपयोग करके भी इसकी पुष्टि करूंगा आप देख सकते हैं कि 09 मिमी थोड़ा छोटा है तो 1 मिमी यहाँ उचित पिच है तो थ्रेड गेज को कभी कभी पिच गेज के रूप में भी जाना जाता है हालांकि माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज के रूप में भी जाना जाता है इसलिए इसका उपयोग किसी भी स्क्रू थ्रेड की पिच या लीड को मापने के लिए किया जाता है तो थ्रेड पिच गेज को स्क्रू पर या पतला छेद में थ्रेड की पिच निर्धारित करने में रेफरंस उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है इसका उपयोग आंतरिक या बाहरी धागों को मापने के लिए किया जा सकता है जो कुछ भी हम चाहते हैं तो यह उन उपकरणों में से एक है जिसे हमने आपको दिखाने के लिए चुना है तो अगला उपकरण जो मैं यहां चुनूंगा वह है स्पिरिट लेवल स्पिरिट लेवल केवल एक लेवल का उपकरण है जिसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि सतह हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है या लेवल में कोई अंतर है या नहीं इसका उपयोग कारपेंटर मेसन या ईंट बनाने वाली ईंट लाइन की जाँच के लिए किया जाता है कि दीवार सीधी हो रही है या नहीं आपने देखा होगा और मैकेनिकल मेट्रोलॉजिकल लैब में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह स्पिरिट लेवल जो हमारे यहां 12 इंच का स्पिरिट लेवल है लंबाई 12 इंच है इसमें विभिन्न घटक होते हैं वॉयल में एक बुलबुला है इस पूरे घटक को वॉयल के रूप में जाना जाता है और इस सिलेंडर में हमारे पास यह बुलबुला होता है यह एक विस्कस द्रव है यह द्रव आम तौर पर कुछ इथेनॉल या कुछ भी रंगीन होता है ठीक है यह एक तरल पदार्थ है जिसमें कम विस्कस होता है और यह आमतौर पर कुछ अल्कोहल जैसे इथेनॉल होता है तो यह रंगीन है कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है कि बबल केंद्र में है या नहीं तो यह स्पिरिट लेवल तापमान के प्रति संवेदनशील है यह माइनस 20℃ से 60℃ तक तापमान के प्रति संवेदनशील है तो यह माइनस 20℃ से 60℃ है दरअसल इस द्रव को स्पिरिट भी कहा जाता है इसलिए इसे स्पिरिट लेवल के नाम से जाना जाता है तो यह रंगीन है और वॉयल के पीछे एक ल्यूमिनसेंट रिफ्लेक्टर भी रखा गया है इसलिए जैसा कि पर्यवेक्षक स्पष्ट रूप से प्रकाश के नीचे देख सकता है जो इसे प्रकाशित करता है ताकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके तो जब संचालन में होता है तो स्पिरिट लेवल में एक छोटा सा सिद्धांत होता है जब हम इसे घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बबल और वर्टिकल लेवल के लिए 2 वॉयल बदल रहा है यह स्थिति है और साथ ही वर्टिकल लेवल को देखने के लिए 2 वॉयल तो यह इस सतह और इस सतह के आधार पर कैलिब्रेट किया जाता है तो वास्तव में यह विशिष्ट उपकरण दोनों सतहों के लिए कैलिब्रेट किया जाता है सामान्य तौर पर केवल एक सतह के आधार पर स्पिरिट लेवल को कैलिब्रेट किया जाता है और अगर यह यह सतह या रेफरंस सतह है जिसके आधार पर इसे कैलिब्रेट किया जाता है तो इसे हमेशा इस सतह के आधार पर उपयोग करना पड़ता है उदाहरण के लिए यदि मुझे नीचे की ओर से एक लेवल देखने की आवश्यकता है तो यह कैलिब्रेशन नहीं है या यह संदर्भ सतह नहीं है इस तरह उपयोग करना एक अच्छा अभ्यास नहीं होगा अगर मुझे नीचे की तरफ देखने की जरूरत है क्योंकि यह रेफरंस सतह है तो हमें इसे उल्टा करना होगा और स्पिरिट लेवल को देखने के लिए इस रेफरंस सतह को आधार से छूना होगा ठीक है तो यह एक वॉयल के लिए एक सिद्धांत है वास्तव में वॉयल हमेशा एक सीधा सिलेंडर नहीं होता है वॉयल आकार में थोड़ा उत्तल है तो अगर मैं इसे अपने स्प्रिट लेवल के रूप में ड्रा करता हूं तो यह 12 इंच है और यह वॉयल 2 लाइनों के बीच की दूरी है आप देख सकते हैं कि 2 मार्किंग हैं 2 ब्लैक लाइन्स वॉयल पर हैं आप करीब से देख सकते हैं कि 2 काली रेखाएँ हैं ठीक है बबल इन काली रेखाओं के भीतर रहना है कोई पैरेलेक्स एरर नहीं होनी चाहिए तो मुझे इसे कैमरे के लिए पैरेलेल बनाने दें ठीक है अब आप देख सकते हैं कि बबल बिल्कुल 2 लाइनों में है ठीक है तो पैरेलेक्स एरर के कारण ऐसा लग रहा था कि इसे ठीक से संरेखित नहीं किया गया था ऐसा लगता है कि यह इस तरफ इस दिशा में थोड़ा संरेखित है ठीक है लेकिन अगर मैं इसे कैमरे के पैरेलेल करता हूँ सीधे कैमरे के परपेंडिकक्युलर बना देता हूं यह ठीक से छू रहा है यानी यह सतह प्लेट ठीक से ग्राउंडेड हुई है या ठीक से ग्राउंडेड नहीं है लेकिन यह वास्तव में सीधी या जमीन से पैरेलेल है तो ये निशान आम तौर पर 2 से 10 मिमी तक होते हैं अब वॉयल इस तरह एक सीधा सिलेंडर नहीं है यहां निशान हैं और यहां एक बबल है अगर यह एक तैनात है तो आप जानते हैं कि अगर हम इसे इस तरह झुकाते हैं तो बबल को यहां रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी बस इधर उधर चलती रहती तो वॉयल का आकार कुछ इस प्रकार होना चाहिए यह एक प्रकार का अंडाकार या ओवल आकार है और बबल हमेशा स्थिर स्थान खोजने की कोशिश करेगा इसलिए जब आप इसे ऊपर और नीचे ले जाते हैं ऊपर और नीचे नहीं जब आप इसे वास्तव में किसी एंगल पर झुकाते हैं तो बबल बदल जाएगा यह स्थिति है लेकिन जब यह एक स्तर पर होता है या जब यह पैरेलेल होता है तो बबल इस स्थिति में रहेगा हालाँकि यह निश्चित नहीं है यदि यह सीधे समर्पण होता तो यह यहाँ नहीं रहता या जहाँ भी जा सकता था यहाँ 2 मार्किंग हैं तो बड़ा रेडियस है इसका मतलब है कि बबल अधिक आसानी से आगे बढ़ सकता है और छोटे मूवमेंटस पर अधिक संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया कर सकता है आप इसे सिलेंडर के संदर्भ के रूप में ले सकते हैं आप जानते हैं यदि यह एक केंद्र बिंदु है तो यह एक केंद्र बिंदु है और यह यहाँ एक सर्कल है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह एक और सर्कल है तो यह रेडियस जितना बड़ा होगा स्पिरिट लेवल उतना ही संवेदनशील होगा तो मैं इसे यहां स्पिरिट लेवल के सिद्धांत का उपयोग करके समझा सकता हूं तो क्या होता है अगर मेरा बबल यहाँ है तो यह मेरा बबल है ठीक है यह इसकी स्थिति B से B' तक बदलता है और यह बदलती स्थिति लंबाई 1 के बराबर है वॉयल की रेडियस हम इसे R कहते हैं यह केंद्र है और रेडियस R है यह एंगल वह एंगल है जो बबल के 2 छोर या रेखा के 2 छोर सर्कल के केंद्र के साथ बनाते हैं मैं इस एंगल को α कहता हूं अब क्या होता है जब एक स्पिरिट लेवल यहां जमीन के समानांतर होता है तो कोई हलचल नहीं होती है और अगर मैं कुछ हलचल करता हूं तो मैं कहूंगा कि यह गति α है वास्तव में यह गति इस वजह से है कि α समान है क्योंकि यह रेखा बेस से परपेंडिकुलर है इसलिए जब भी इसे α एंगल पर ले जाया जाता है तो बबल एक समान एंगल को स्थानांतरित करेगा जब मैं इसे किसी एंगल पर ले जाऊंगा तो बबल भी वॉयल के केंद्र के साथ समान एंगल बनाएगा तो यह एंगल α और बेस वाला यह एंगल समान है तो यह एंगल वह एंगल है जिस पर स्पिरिट लेवल झुका हुआ है अगर मैं इसे इस तरह झुकाता हूं ठीक है मैं अपनी पेंसिल स्थिर रखूँगा मैं इसे सीधा कर देता हूँ यह एंगल α और यह एंगल जो बबल वॉयल के केंद्र के साथ बनाता है वह समान है इस सिद्धांत पर स्पिरिट लेवल काम करता है और अगर यह लाइन l है और यह किसी भी बिंदु पर बदलता है मुझे अंत में कहना है कि यह A से A' की स्थिति में परिवर्तन होता है और यह ऊंचाई h है आप जानते हैं कि θ R बटा l के बराबर है ठीक है θ hL l आर्ककी लंबाई यह वास्तव में l एल यहां आर्क है आर्क की लंबाई लंबाई या रेडियस के मूवमेंट के बराबर है या यह सामान्य फार्मूला है तो यहाँ एंगल α है जो l बटा R के बराबर है ठीक है यह l आर्क की लंबाई है R रेडियस है तो हम यह भी देख सकते हैं कि h L गुणा α बराबर है तो यह एल आर गुना एच बटा L बनाता है तो यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है तो यह समीकरण 3 प्राप्त करता है इससे हम अपने स्पिरिट लेवल की संवेदनशीलता का पता लगा सकते हैं संवेदनशीलता सेकंडस के क्रम में हो सकती है तो यह कुछ सेकंडस हो सकता है ठीक है तो हम देख सकते हैं कि यह बबल कब चलता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास वह तार था जिसका डायमीटर हमने वेनिअर कैलिपर का उपयोग करके मापा था इस तार का डायमीटर 4 मिमी है आइए मैं इस तार को स्पिरिट लेवल के अंत में लगाने की कोशिश करता हूं तो इसे अंतिम छोर पर रखें तो क्या आप बबल में कोई हलचल पाते हैं तो क्या बबल निशान को पार कर गया है हाँ पार हो गया तो इसका मतलब है यह 4 मिमी इसे स्थानांतरित करने के लिए काफी बड़ी ऊंचाई है तो संवेदनशीलता यह है कि बबल किस बिंदु पर या किस गति से चलना शुरू करता है तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसे इस तरह छोटा मूवमेंट करता हूं मैं बहुत छोटा मूवमेंट करता हूं यह हिल नहीं रहा है यह रेखा को चिह्नित नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसे फीलर गेज का उपयोग करके भी देख सकता हूं तो यह फीलर गेज था हमारे पास 5 बटा 80 5 बटा 100 और 80 बटा 100 के रूप में विभिन्न माप सेट थे तो यहाँ सबसे अच्छा पत्ता 5 बटा 100 मिमी है तो मैं इस 5 बटा 100 मिमी के पत्ते को अंत में यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ क्या आप बबल में गति पाते हैं कोई हलचल नहीं है यानी 5 बटा 100 मिमी यह हिलता नहीं है तो मैं इस मोटाई को बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो इस लंबाई में मैंने यहां एक और पत्ता रखा है यह वास्तव में 25 बटा 100 है यह 025 यह अभी भी नहीं चल रहा है मैं इसे उतार दूंगा तो मैं यहां सबसे मोटा पत्ता डालने की कोशिश करता हूं सबसे कुदरेपन पत्ता जो कि 80 बटा 100 है 08 है ठीक है सबसे कुदरेपन पत्ता क्या आप बबल में कोई हलचल पाते हैं हां बबल छू गया है या यह यहां की रेखा को पार करने की कोशिश कर रहा है वह यहां सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि 08 स्वीकार्य नहीं है और 025 स्वीकार्य है मुझे कुछ और चुनने की कोशिश करने दो मैं सिर्फ हिट और ट्रायल विधि कर रहा हूं और मुझे 05 चुनने की कोशिश करने देता हूं 05 है ठीक है मुझे 05 चुनने की कोशिश करने दो 05 स्वीकार्य नहीं है यह यहां कुछ मूवमेंट कर रहा है तो मैं यहाँ 03 चुनने का प्रयास करता हूँ मुझे लगता है कि यह स्वीकार्य है तो 03 स्वीकार्य है ठीक है 03 स्वीकार्य है और 05 स्वीकार्य नहीं है हमारे पास 04 मिमी पत्ती उपलब्ध नहीं है तो हम 03 मिमी पा सकते हैं यह मूवमेंट यह लंबाई h है वास्तव में आप जानते हैं कि मैं इसे इस ऊंचाई पर ऊपर और नीचे ले जा रहा हूं ठीक है 03 मिमी स्वीकार्य है और 05 मिमी स्वीकार्य नहीं है तो मैं औसत ले सकता हूं और 04 मिमी प्राप्त कर सकता हूं ठीक है फिर h 04 मिमी के बराबर है यह लंबाई l 12 इंच के बराबर है जो 300 मिमी के बराबर है ठीक है α हमने गणना नहीं की है ठीक है हम α की गणना समीकरण संख्या 2 का उपयोग करके कर सकते है हम α की गणना h बटा L के बराबर है अब यह 04 बटा 300 है जो 000133 रेडियनस के बराबर है ठीक है 000133 radians तो इतना रेडियन और यह α है ठीक है R का मान जो वॉयल की कर्वेचर का केंद्र है यह वॉयल की कर्वेचर है जब यह केंद्र बिंदु से मिलता है तो यह भिन्न होता है तो कर्वेचर की रेडियस यदि यह वॉयल है तो यह वॉयल की सतह है कर्वेचर की रेडियस यह R मान जो यहाँ दिया गया है यह 30 से 10000 मिमी तक भिन्न होता है कभी कभी कर्वेचर नहीं होती है कभी कभी यह निश्चित रूप से १०० मीटर भी हो सकता है ठीक है मैंने इसे अभी यहाँ 10 मीटर रखा है ठीक है यह आम तौर पर इस तरह भिन्न होता है ठीक है तो हम 04 मिमी गति को स्थानांतरित करते समय संवेदनशीलता की गणना कर सकते हैं यह एंगल है जो 000133 रेडियन में कवर किया गया है तो 1 मिमी के लिए 1 मिमी मूवमेंट के लिए एंगल 00133 बटा 04 होगा यह 00032 के बराबर होगा 4 मिमी 000133 रेड 1 मिमी 000133 00032 रेड 4 तो यह इस उपकरण की संवेदनशीलता हो सकती है ठीक है हालाँकि यह सटीक गणना नहीं है और हमने अभी अभी एक हिट और ट्रायल विधि बनाई है तो इस संबंध का उपयोग करके या स्पिरिट लेवल के इस सिद्धांत द्वारा साधन की संवेदनशीलता की गणना की जा सकती है स्पिरिट लेवल के लिए एक और सावधानी या दिशा निर्देश यह है कि जब भी हमें इस स्पिरिट लेवल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है तो हम इस दिशा में स्तर की जांच कर सकते हैं और यह देखने के लिए कि बबल की स्थिति बदलती है या नहीं हम इसे 180 डिग्री घुमाते हैं तो यह हमें बताएगा कि स्पिरिट लेवल इंस्ट्रूमेंट ठीक से कैलिब्रेटेड है या नहीं यह एक बात थी दूसरी बात मैंने आपको सिखाई है कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर यह रेफरेंस सतह है तो हम नीचे से इस सतह का उपयोग नहीं कर सकते इसे इस तरह होना है इसलिए हमें यह देखना होगा कि यह ठीक से रेखाओं के बीच में है तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए हम इसका उपयोग लाइनों वर्टिकल लाइन को चिह्नित करने के लिए कर सकते हैं ठीक है वर्टिकल मार्किंग और कभी कभी स्पिरिट लेवल में कुछ वॉयल भी यहां 45 डिग्री पर झुक जाती हैं कभी कभी वॉयलस यहां 45 डिग्री पर भी होती हैं तो यह 45 डिग्री का एंगल हमें सीधे 45 डिग्री के एंगल को चिह्नित करने में मदद करेगा तो यह स्पिरिट लेवल का उपयोग है यह स्पिरिट लेवल के बारे में चर्चा थी जो उन उपकरणों में से एक है जिन पर हमने चर्चा की इसलिए मैं यहां एक विराम लूंगा और हम प्रयोगशाला प्रदर्शन के अगले भाग में मिलेंगे जहां मैं एक अन्य उपकरण पर चर्चा करूंगा